नमस्कार इस पाठ्यक्रम के पहले मॉड्यूल माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका स्वागत है मैं जयंत मुखर्जी IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग का प्रोफेसर आपका प्रशिक्षक हूं तो हम इस पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जहां हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी रेंज वाले सिग्नल को देखते हैं यह फ्रीक्वेंसी रेंज आमतौर पर 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है हालांकि दोनों इस फ्रीक्वेंसी से कम और 1 गीगाहर्ट्ज से कम है और 30 गीगाहर्ट्ज से ऊपर भी है इसके अलावा इस पाठ्यक्रम में हम जिन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उन्हें लागू किया जा सकता है लेकिन आमतौर पर इसे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की सीमा के रूप में लिया जाता है अब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का मुख्य पहलू सिग्नल की वेवलेंथ हैं जब हमारे पास 1 गीगाहर्ट्ज और 30 गीगाहर्ट्ज के बीच सिग्नल होते हैं यदि हम वैक्यूम के माध्यम से प्रोपोगेशन पर विचार करते हैं तो वेवलेंथ सेंटीमीटर में होता है जो सिग्नल लगभग 30 गीगाहर्ट्ज़ के लिए हैं वहां वेवलेंथ मिलीमीटर में बन जाती है और फिर से बहुत कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए वेवलेंथ मीटर में जाता है इसलिए माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का मूल सिद्धांत यही है कि हम किस प्रकार उन फ्रीक्वेंसी रेंज को वर्गीकृत कर सकते हैं जिनके लिए वेवलेंथ सेंटीमीटर में रहता है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में मूल रूप से सिग्नल शामिल होते हैं जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होते हैं अब 30 GHz से परे वेवलेंथ मिलीमीटर में है इसीलिए इसे 1 मिलीमीटर वेव रेंज क्षेत्र और 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे हमारे पास UHF और VHF रेंज हैं तो यह मूल सिद्धांत वह सीमा है जिसके लिए माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को परिभाषित किया गया है अब इस श्रेणी की फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में क्या खास है अगर हम इसे एक सरल उदाहरण के साथ ले सकते हैं एक सिंगल कॉपरप्लेट को देखते हैं जहां पर एक सिग्नल लगाया जाता है और कहते हैं कि इस प्लेट पर बनने वाली वोल्टेज या करंट वेव जो कि इस फैशन में भिन्न होती है अब क्या होता है मान लीजिए कि यह कहा जाता है कि इस प्लेट की चौड़ाई और लंबाई 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं कि सामान्य KVL किर्चोफ़ वोल्टेज लॉ पर लौ फ़्रीक्वेंसी या DC पर यदि एक सिग्नल दिया जाता है तो जब तक संपूर्ण कॉपरप्लेट एक अच्छा कंडक्टर है तब तक संपूर्ण कॉपरप्लेट में वही वोल्टेज होगा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ सिग्नल की वेवलेंथ प्लेट के आयामों से तुलनीय है इसीलिए वेव स्ट्रक्चर के आधार पर प्रत्येक बिंदु में एक अलग वोल्टेज होता है तो वह एक पॉइंट है इसलिए पारंपरिक KCl और KCL जिसका अक्सर हम उपयोग नेटवर्क की समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं पर जब हम सिग्नल की माइक्रोवेव रेंज में आते हैं तो लौ फ्रीक्वेंसी या डीसी पर यह लागू नहीं होते हैं अब क्योंकि वहां वेव को ले जाया जा रहा है इन फ्रीक्वेंसीयों पर हमें सिग्नल की वेव की प्रकृति से निपटना होगा तो ट्रांसमिशन सामान्य वोल्टेज करंट संबंधों का उपयोग करके कंडक्टर के साथ दोनों जगह हो सकता है जैसा की हम जानते हैं अगर V I कोई वोल्टेज है तो उस तरह का एक करंट होना चाहिए या यह वेव प्रोपोगेशन के माध्यम से भी पावर ट्रांसमिशन कर सकता है इसलिए जब हम वेव प्रोपोगेशन लेते है तो फिर हमें बेन्डिंग को लेना होगा तो यह एक प्रभाव है फिर यहाँ एक गति परिवर्तन होता है वह यह है कि जब एक वेव एक मीडिया से दूसरे में जाती है तो यहाँ वेव की वेलोसिटी में बदलाव होता है और इस बलादव के कारण यह सिग्नल के वेव की प्रकृति के कई पहलुओं में से एक माना जाता है तो ये कुछ प्रभाव हैं और जैसा कि मैंने कहा था क्योंकि प्रोपोगेशन के लिए हमेशा एक करंट और वोल्टेज में संबंध की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए सिंगल कंडक्टर वेवगाइड के माध्यम से भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं मेरा मतलब यह है की हम पारंपरिक इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के ज्ञान को जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच एक निश्चित वोल्टेज का अंतर होना चाहिए और ऐसा कह सकते है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच करंट और वोल्टेज के आधार पर पावर का ट्रांसमिशन होता है लेकिन जैसा कि मैंने माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में कहा है वैसा यहाँ नहीं है तो यह एक साधारण वेव आधारित ट्रांसमिशन हो सकता है और चूंकि वेव आधारित ट्रांसमिशन हो रहा है हमें दो कंडक्टर या करंट और वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहा जा सकता है हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जिसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड कहा जाता है जहां यदि पावर घटित है माइक्रोवेव पावर घटित है तो वेव इस वेवगाइड के माध्यम से ट्रेवल करती है यहाँ कोई विशेष नहीं है यहाँ कोई विशेष सेकंड कंडक्टर की आवश्यकता नहीं है तो यह माइक्रोवेव पॉवर ट्रांसमिशन का एक और पहलू है कि यह हो सकता है पॉवर ट्रांसमिशन सिंगल कंडक्टर का उपयोग करके हो सकता है एक सिंगल कंडक्टर ट्रांसमिशन तोफिर अगर KCL और KVL माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं तो क्या उपयुक्त है तो इसे हल करने का कठोर तरीका है मैक्सवेल के नियमों का उपयोग मैं मैक्सवेल के नियमों के बारे में विस्तार में नहीं जा रहा हूं आप इसे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की किताब में पा सकते हैं लेकिन हम जो कवर करेंगे वह इन मैक्सवेल के नियमों का जवाब है तो मैक्सवेल के नियमों के जवाब है इसलिए सभी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के पीछे यह मूल सिद्धांत है चूंकि KCL और KVL उपयुक्त नहीं हैं इसलिए हम सीधे मैक्सवेल के नियमों को हर उदाहरण पर लागू कर सकते हैं और इसी तरह से मैक्सवेल के नियमों को एक विशेष वेवगाइड पर लागू करने से जिसे हम एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड कहते हैं हमें तीन प्रकार के जवाब मिलते हैं पहले को TEM वेव्स कहा जाता है दूसरे को TE वेव्स और तीसरे को TM वेव्स कहा जाता है TEM वेव्स वे वेव्स होती हैं जिनमें प्रोपोगेशन की दिशा में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई कम्पोनेट नहीं होता है मान लीजिए कि हमारे प्रोपोगेशन की दिशा Z दिशा के साथ है और X और Y अन्य कोर्डिनेट एक्सिस हैं तो TEM वेव्स में हमारे पास EZ और HZ 0 के बराबर है TE वेव्स में जिन्हें ट्रांस्वर्स इलेक्ट्रिक वेव्स के रूप में भी जाना जाता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कोई कम्पोनेट नहीं है साथ में खेद है कि हमारे पास प्रोपोगेशन की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कम्पोनेट नहीं है लेकिन प्रोपोगेशन की दिशा के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कम्पोनेट नॉनजेरो होगा और TM वेव्स कनवेर्स हैं अर्थात् प्रोपोगेशन की दिशा के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कोई कम्पोनेट नहीं होगा लेकिन प्रोपोगेशन की दिशा के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉनजेरो होना होगा अब इन तीन प्रकार की वेव्स का क्या महत्व है अब TEM वेव्स में एक बात जो हमें TEM वेव्स के बारे में ध्यान देना है वो यह है की वे केवल 2 कंडक्टर वेव्स के लिए उपयुक्त हैं केवल दो कंडक्टर वेबगाइड के लिए और TEM वेव्स के लिए यहाँ एक ही जवाब है अर्थात् हम यह नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ही TEM वेव है जो की एक माध्यम से प्रोपेगेट हो सकती है TE और TM के लिए हमारे पास कई जवाब हो सकते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब हैकि यहाँ पर एक ही माध्यम से एक से अधिक TE या TM वेव गुजर सकती है TE या TM वेव की अन्य गुण विशेषताएँ यह है की उनके पास कुछ है जिसे कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी कहते है कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी का मतलब है एक ऐसी फ़्रीक्वेंसी जिसके नीचे एक TE या TM ट्रांसमिट नहीं कर सकते है और TE या TM वेव का मोड या जो उसका जवाब है जिसकी सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे डोमिनेंट मोड के रूप में जाना जाता है तो परिभाषा यह है की जिस मोड में सबसे कम कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी होती है उसे डोमिनेंट मोड कहा जाता है ये तरह तरह के मूल सिद्धांत हैं कि हम विभिन्न माइक्रोवेव उपकरणों के संचालन को समझने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये मूल बातें हैं जिन्हें हमें जानना होगा अब वापस इस लाइन पर आते है तो FC कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी है अब एक उदाहरण लेते हैं मान ले कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेवगाइड हैं तो आइए हम पहले उससे शुरुवात करते हैं जिसे हम एक पैरेलल प्लेट वेवगाइड कहते हैं कोई भी पैरेलल प्लेट वेवगाइड एक वेवगाइड नहीं है जब तक की हमारे पास मेटल की इनफायनाईट लेयर में से मेटल की दो लेयर जो d दूरी से एक दूसरे से अलग होती है अब इस पैरेलल प्लेट वेवगाइड के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जवाब इस तरह दिए गए हैं TEM मोड के लिए ये मेरे जवाब हैं यह निश्चित रूप से मैक्सवेल के समीकरणों द्वारा प्राप्त किया गया है जहां ईटा इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स और Vo प्लेटों के बीच वोल्टेज है और K प्रोपगेशन कांस्टेंट इस तरह दिया जाता है TM जवाब इस प्रकार दिए गए हैं जैसे कि हम फिर से मैक्सवेल के नियमों को लागू करते हैं ताकि वे इस तरह से दिए गए TM वेव जवाब का पता लगा सकें तो यह TM वेव के लिए जवाब है अब जैसा कि हम देख सकते हैं इस कांस्टेंट n के कारण जो इस साइनसॉइडल टर्म के अंदर दिखाई देता है तो क्या होता है कि EZ के कई जवाब हैं n के विभिन्न मूल्यों के लिए हमारे पास EZ के विभिन्न जवाब हो सकते हैं और अब जिस मोड में सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसे डोमिनेंट मोड कहा जाएगा तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट वेवगाइड के लिए हमारे पास TE1 TM 2 TM0 TE0 TM1 जैसे और भी मोड होंगे ये T1 TM2 TM0 TE0 TM1 विभिन्न मोड हैं और ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या TM या TE जवाब ले रहे हैं और n के मूल्य पर तो जिस तरह से हमारे पास TM मोड के लिए ये जवाब थे उसी तरह हमारे पास TE मोड के लिए भी जवाब होंगे अब जैसा कि मैंने कहा था प्रत्येक वेवगाइड के लिए एक निश्चित कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यदि हम इस बीटा और ओमेगा के बीच रिलेशनशिप बनाते हैं तो यहां तक कि हमने एक पैरेलल प्लेट वेवगाइड के लिए देखा कि बीटा K इस्क्वार KC इस्क्वार के बराबर है और फिर K को 2pi अपॉन लैम्ब्डा व्होले स्क्वायर के रूप में दिया जाता है -KC को npi अपॉन d के रूप में दिया जाता है और हम जानते हैं कि 2pi अपॉन लैम्ब्डा ओमेगा के इनवेरसेली प्रोपोरशनल है इसलिए इस रिलेशनशिप का उपयोग करते हुए यदि हम ओमेगा बनाम बीटा के बीच एक कर्व को प्लाट करते हैं तो हमें जो मिलता है वह कुछ इस तरह है अब यह वह लाइन है जब ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोरशनल है बीटा के जैसे कि TEM वेव के मामले में होता है TEM वेव के लिए हमने देखा कि K या बीटा ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रुट ऑफ़ I एप्सिलॉन के बराबर है फिर TEM वेव के लिए बीटा और ओमेगा के बीच रिलेशनशिप एक सीधी लाइन है लेकिन इस TE और TM वेव TM मोड के लिए हमने देखा कि रिलेशनशिप इस तरह की लाइन के द्वारा दिया गया है अब यह बीटा क्या है हमने देखा कि बीटा एक तरह से आप इसे 2pi अपॉन लैम्ब्डा G के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जहां लैम्ब्डा G ऍपेरेंट वेवलेंथ है तो जबकि लैम्ब्डा वेवलेंथ का एक्चुअल इनपुट है इनपुट सिग्नल की वेवलेंथ लैम्ब्डा G मीडिया या डिवाइस के अंदर की ऍपेरेंट वेवलेंथ है अब इस रिलेशनशिप से इस तरह के कर्व जैसा कि बीटा और ओमेगा के बीच अभी दिखाया गया है बीटा और लैम्ब्डा चूंकि लैम्ब्डा प्रोपोरशनल है ओमेगा के लिए तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं तो यह कर्व जो हमें प्राप्त होता है उसे डिस्परशन कर्व कहा जाता है इसे डिस्परशन कर्व कहा जाता है क्योकि इस कर्व की वजह से जो की इस तरह एक सीधी लाइन थी कोई डिस्परशन नहीं होता अर्थात् सभी फ्रीक्वेंसीयाँ समान वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होती हैं लेकिन कर्व में मौजूद इस मोड़ के कारण हम सभी को पता है कि कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसीयाँ हैं जो फोर्बिडन हैं तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंडगैप कहा जाता है जो फोर्बिडन फ्रीक्वेंसीयों और फेज वेलोसिटी या वेलोसिटी जिसके साथ एक फेज होता है वेव का एक कांस्टेंट फेज जाता है कौंडल स्लोप के बराबर होता है जोकि मूल के किसी भी बिंदु से जुड़ने वाली लाइन के स्लोप के बराबर होता है तो उस लाइन का स्लोप ही फेज वेलोसिटी है और टाँन्जेंशिअल वेलोसिटी किसी भी बिंदु पर टाँन्जेंट का स्लोप है जिसे आप ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं अब ग्रुप वेलोसिटी को डिप्लेशन एनवलप की वेलोसिटी के रूप में माना जा सकता है या यदि आपके पास एक एम्पलीटूड मॉडलटेड सिग्नल है तो वह वेलोसिटी जिसके साथ एम्पलीटूड मॉडलटेड सिग्नल एनवलप का पूरा ट्रेवल करता हैं इसे ग्रुप वेलोसिटी कहाजाता है जबकि फेज वेलोसिटी एक आपपरेंट वेलोसिटी है जिसके साथ सिंगल फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट फेज ट्रेवल करता है तो यहां हमारे कर्व पर वापस आते है यदि ग्रुप वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहां फ्रीक्वेंसीयों के बीच कोई डिस्टॉरशन या डिस्पर्सन नहीं होगा क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और बदलती रहती है जैसे आप इस कर्व के साथ जाते हुए देखते हैं यहां सिग्नल में डिस्पर्सन या डिस्टॉरशन मौजूद होता है इसलिए नाम डिस्पर्सन डायग्राम है इसलिए ये कुछ बुनियादी बातें हैं जहां तक माइक्रोवेव उपकरणों में मौजूद विभिन्न प्रकार के समाधानों और मोड के प्रकार हैं आइए हम सर्किट परिप्रेक्ष्य में जाते हैं अब क्या होता है कि जब मैंने कहा था कि जब भी किसी सिग्नल की वेवलेंथ सर्किट सतह के आयामों के बराबर होती है तो आपके पास यह माइक्रोवेव डिस्ट्रिब्यूटेड लाइन होती हैं जिन्हें आप डिस्ट्रिब्यूटेड लाइन इफ़ेक्ट के रूप में बोलते हैं इसका मतलब यह है कि आप उस लाइन पर विचार नहीं कर सकते हैं या यह कह सकते हैं कि यदि हम अपनी रेक्टेंगल प्लेट पर वापस आते हैं तो आप इस प्लेट को एक सिंगल कंडक्टर या एक लुम्प्ड एलीमेंट के रूप में नहीं मान सकते हम कम फ्रीक्वेंसीयों पर लुम्प्ड एलीमेंट से परिचित हो चुके हैं जहां सर्किट के आयामों की तुलना में वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है लेकिन जब सर्किट का आयाम सिग्नल की वेवलेंथ के बराबर होता है तो हम अब लुम्प्ड एलीमेंट के साथ सब कुछ अनुमानित नहीं कर सकते हैं जैसे वेव ट्रेवल करती है हमें प्रत्येक बिंदु पर इम्पीडेन्स पर विचार करना होगा इसीलिए यह डिस्ट्रिब्यूटेड लाइन इफ़ेक्ट माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की एक प्रमुख विशेषता है और यह इस कम वेवलेंथ के कारण होता है तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बारे में 2 प्रमुख बातें है एक वेव की प्रकृति है जिसके लिए हमने पहले ही जवाब प्राप्त कर लिया है और दूसरा डिस्ट्रिब्यूटेड इफ़ेक्ट है तो वेव की प्रकृति के लिए हम पहले ही जवाब देख चुके हैं आइए देखें कि हम कैसे एक सर्किट से निपट सकते हैं जिसके डिस्ट्रिब्यूटेड इफ़ेक्ट हैं तो डिस्ट्रिब्यूटेड इफ़ेक्ट से निपटने के लिए आइए एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन पर विचार करते है जिसमें L और C एक इंडक्टैंस सीरीज इंडक्टैंस और शंट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के रूप में है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस लाइन की लंबाई के साथ साथ छोटे छोटे इंडक्टैंस भी हैं और इस लाइन की लंबाई के साथ साथ छोटे छोटे कैपेसिटेंस भी हैं और समस्या का हल तब खोजना है जब हमारे पास बहुत छोटे कैपेसिटेंस शंट में और इंडक्टैंस सीरीज में उपस्थित हो जैसा कि मैंने कहा आप इसे सिंगल लुम्प्ड इम्पीडेन्स के साथ अनुमानित नहीं कर सकते क्योंकि यह एक इनफायनेतली लॉन्ग लैडर नेटवर्क को हल करने जैसा होगा जो संभव नहीं है इसके बजाय अगर हम सिर्फ एक बहुत छोटा एक डिफरेंशियल एलिमेंट DZ लेते हैं और इसे इस तरह से दर्शाते हैं तो यह एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है जो की सीरीज इंडक्टैंस है और शंट कैपेसिटेंस इस तरह से दिया जाता है इसलिए अब अगर हम किरचॉफ के करंट लॉ को लागू करते हैं तो यह बहुत छोटा एलिमेंट है जिसे हम मान रहे हैं कि इसे और नहीं बांटा जा सकता है इस एलिमेंट पर अगर हम किरचॉफ के करंट और वोल्टेज लॉ को लागू करते हैं तो हमें इस तरह के समीकरण मिलते हैं तो यह KVL का उपयोग करने वाला पहला समीकरण है और KCL का उपयोग करते हुए हम इसे समीकरण के रूप में प्राप्त करते हैं तो यहाँ Z और Y पर यूनिट लेंथ के रूप में इम्पीडेन्सेस और एडमिटनेस हैं लॉसलेस लाइन के लिए Z ओमेगा L में परिवर्तित हो जाएगा और Y ओमेगा C में परिवर्तित हो जाएगा तो अब अगर हम इन 3 समीकरणों को हल करते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है वह समीकरण जो हमें इन दो प्रश्नों को एक साथ हल करने पर मिलता है वह कुछ इस तरह का अंतर प्रारंभिक प्रश्न है जो हमें मिलता है तो यह DZ यहाँ नहीं है यह एक होमोजेनियस एक्वेशन है यदि आप इसे स्क्रैबल चिह्न को अनदेखा कर सकते हैं यह एक होमोजेनियस क्वेश्चन है इनका समाधान इन दो होमोजेनिटी क्वेश्चन में से कोई भी जवाब देगा या DZ और IZ दोनों और जवाब इस तरह दिए गए हैं तो यह जवाब है पहली बात यह है कि हम ध्यान दें कि दुनिया Z के साथ है तो यहाँ Z ऐसा है जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन है तो शुरुआत में हमारे पास Z 0 के बराबर है और अंत में हमारे पास Z L के बराबर है और VZ इस ट्रांसमिशन लाइन के साथ किसी भी बिंदु पर वोल्टेज है जो कि दो वेव्स दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के योग के रूप में दिया जाता है तो ये वेव्स की तरह हैं और करंट IZ दो वेव्स के अंतर के बराबर है और Zo एक कांस्टेंट है यह एक लॉसलेस लाइन के लिए एक कांस्टेंट है लेकिन एक लोस्सी लाइन के लिए यह इस समीकरण के बराबर है तो ये दो नए टर्म्स हैं जो आते हैं Z0 और गामा गामा को प्रोपगेशन कांस्टेंट कहा जाता है और Z0 को कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स कहा जाता है इसलिए हम देखेंगे कि ये दो टर्म गामा और Z0 वे पूरी तरह से ट्रांसमिशन लाइन का वर्णन करते है अब कुछ विशेष मामले संभव हैं उदाहरण के लिए लॉसलेस लाइन्स के लिए Z0 को केवल L अपॉन C के अनुपात के रूप में दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी के बावजूद यह कांस्टेंट होगा और लॉसलेस लाइन के लिए इसका मान इस तरह दिया जाएगा तो यह फिर से है हम देखते हैं कि जवाब नॉन डिसपेरसिव है क्योंकि गामा ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोरशनल है जैसा कि हमने देखा था एक दिलचस्प रिलेशन जो अक्सर आता है वह है की टोटल काम्प्लेक्स पावर ट्रांसमिटेड क्या है काम्प्लेक्स पावर ट्रांसमिटेड का अनुमान उन समीकरणों से किया जा सकता है जिन्हें मैंने बराबर दिखाया था यह टर्म रियल पावर ट्रांसमिटेड या सर्किट में हो रही हानि है और यह टर्म इमेजिनरी पावर या स्टोर्ड पावर है इसलिए ये माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बुनियादी अवधारणाएं थीं और हम कैसे माइक्रोवेव डिवाइस होने पर आने वाली समस्याओं से निपटते हैं जब हमारे पास माइक्रोवेव डिवाइस हैं तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की दो प्रमुख विशेषताएं हैं एक वेव की प्रकृति थी जिसके लिए हमारे पास जवाब था विभिन्न वेव जवाब जैसे TE TM और TEM वेव्स और दूसरा डिस्ट्रिब्यूटेड इफेक्ट्स है जिसके लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन समीकरणों को हल करना था ट्रांसमिशन लाइन समीकरणों को हल करने पर हमने देखा कि हमारे पास कुछ नई टर्म्स थीं जैसे प्रोपगेशन कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स तब वोल्टेज इस सहमति में V और V जैसे दो इंडिपेंडेंट टर्म्स थे V को आमतौर पर इंसिडेंट वेव के रूप में और V को रेफ्लेक्टेड वेव के रूप में संदर्भित किया जाता है अब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इस बारे में है कि हम किस तरह से इंसिडेंट और रेफ्लेक्टेड वेव्स में मैनिपुलेट करते हैं अगले मॉड्यूल में हम आगे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ पैरामीटर्स पर चर्चा करेंगे